सभी को नमस्कार और जीआईएस यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के सिद्धांतों के इस पाठ्यक्रम के अंतिम व्याख्यान में आपका स्वागत है इस विशेष व्याख्यान में हम 4 उप विषयों पर चर्चा करेंगे पहला जीआईएस की सीमाएं और दूसरा जीआईएस के नियम तीसरा जीआईएस के अर्थ के बारे में है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली अभी भी सार्थक है या नहीं अभी भी प्रासंगिक है या नहीं इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे और आखिर में जीआईएस के भविष्य के बारे में कि जीआईएस का भविष्य कहाँ जा रहा है चलिए जीआईएस की सीमाओं से शुरुआत करते हैं जीआईएस एक सार्वभौमिक उपकरण नहीं है हर एक उपकरण की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं उदाहरण के लिए जो काम हथौड़ा कर सकता है वह चिमटा नहीं कर सकता है और जो काम चिमटा कर सकता है वह हथौड़ा नहीं कर सकता अगर आप हथौड़े से चिमटे का काम करने की कोशिश करेंगे या तो आप खुद घायल हो जाएंगे या आप उस काम को करने मेन सक्षम नहीं होंगे जो आप करना चाहते थे इसलिए कोई भी उपकरण सार्वभौमिक नहीं हैं न ही जीआईएस जीआईएस की सीमाएं क्या हैं हम इन्हें एक एक करके देखेंगे पहला जैसा की उल्लेख किया गया है कि जीआईएस महंगा है और कुछ अर्थों में यह सही भी है क्योंकि यह कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली है और बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और इसमें लागत शामिल होती है इसलिए इसे महंगा कहा जा सकता है विशेष रूप मानचित्र प्रदर्शित करने के अन्य तरीकों की तुलना में जैसे कागज के मानचित्र और एटलस आमतौर पर जीआईएस महंगा है लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहुगा शुरू में यह महंगा है लेकिन बाद में यह अधिक लागत प्रभावी होगा क्योंकि शुरू में आपको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में पैसा लगाना पड़ेगा लेकिन एक बार जब आपके पास यह तैयार है तो यह बहुत आसान हो जाता है और बहुत जल्द यह लागत प्रभावी हो जाते हैं क्योंकि जीआईएस में डेटा का अद्यतन करना बहुत आसान है जीआईएस एक निरंतर और सतत गतिविधि है इसलिए वह प्रणाली या डेटाबेस जो विकसित हुआ है बाद में अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जा सकता है सब कुछ डिजिटल प्रारूप में है और इसलिए यदि डेटा एक ही संगठन के भीतर रहता है तब वहाँ लागत नहीं आएगी शुरुआत में डेटाबेस को विकसित करने में बहुत खर्च की आवश्यकता होगी लेकिन बाद में एक बार डेटाबेस बनने के बाद इसको केवल अद्यतन करने की आवश्यकता होगी इसलिए लंबे अंतराल के लिए वास्तव में ये महंगा नहीं है लेकिन फिर भी यदि आप सिर्फ कागज़ के मानचित्रों या एटलस से तुलना करते हैं तब शुरू में यह महंगा है दूसरा ऐसा कहा जाता हाई कि इसके लिए बहुत अधिक डेटा की आवश्यकता होती है यह डेटा के लिए भूखा है लेकिन यह ऐसा नहीं है यह एक यंत्र पेटी है जोकि शुरू में खाली है आपको इसमें डेटा भरना होगा हर बार आपको डेटा भरना पड़ेगा और डेटा का नवीनीकरण करना पड़ेगा और ये सब कुछ डिजिटल प्रारूप में होना चाहिए इसीलिए यह महंगा है भारत के सर्वेक्षण के लिए स्थलाकृतिक मानचित्र की क़ीमत 100 हो सकती है लेकिन यदि आप डिजिटल डेटा के लिए जाते हैं इसकी कीमत कई हजार रुपये होगी क्योंकि डिजिटल डेटा महंगा है कागज के मानचित्र आसान हैं यह एक और कारण है जो जीआईएस को महंगा बनता है एक बार डेटा यदि डिजिटल रूप में आ गया है फिर यह उतना महँगा नहीं होगा परिभाषा के अनुसार जीआईएस कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली है और इसलिए इसमें कंप्यूटर का गहन उपयोग है इसलिए कई बार यह महंगा साबित हो सकता है और आगे इसमें बड़े स्टोरेज की आवश्यकता है क्योंकि एक बार इसके लिए डेटा की आवश्यकता होती है और फिर यह आऊटपुट बनाएगा जिसे भी संग्रहीत किया जाना है और बैकअप प्रणाली भी सस्ती नहीं थी तो जीआईएस की एक सीमा है जीआईएस में स्थानिक डेटाबेस सॉफ्टवेयर पर निर्भर हैं और इसलिए उनके निर्यात और आयात बहुत ही सीमित हैं मूल रूप से इसकी आवश्यकता क्या है यदि कोई इसका उपयोग कर रहा है तो शुरू में डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली जो एक जीआईएस सॉफ्टवेयर के भीतर उपलब्ध है अब आप एक बड़े संचालन या एक उद्यम समाधान के लिए जा है तब डेटाबेस अन्य में हो सकता है जैसे ओरेकल या अन्य प्रकार की तरह यह डेटा का आवागमन है एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली से दूसरे में और इसमें रूपांतरण लागत शामिल होगी और रूपांतरण से त्रुटि आ सकती हैं यह जीआईएस की एक और सीमा है कि यह उन सॉफ्टवेयर पर निर्भर है जो डेटाबेस प्रबंधन को सॉफ्टवेयर को संभाल रहे हैं और कभी कभी यह भी कहा जाता है कि जीआईएस से प्राप्त समाधान धीमे हैं इसका कारण यह है कि अगर सब कुछ पहले से ही डिजिटल डेटाबेस में संयोजित किया गया है तो परिणाम बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है लेकिन अगर सब कुछ बिल्कुल शुरुआत से विकसित किया गया है तो निश्चित रूप से इसे प्राप्त समाधान काफी धीमा आएगा यह एक अच्छी चीज़ नहीं है जो है जीआईएस के बारे में बताया गया है ऐसा शुरुआत में होगा लेकिन बाद के चरणों में लागत के मामले में और समाधानों की गति आने लगेगी एक बार इसके तैयार होने के बाद डेटाबेस तैयार हो जाता है फिर ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहेगा क्योंकि यहां सब कुछ एक डिजिटल प्रारूप में संभाला जा रहा है इसलिए यह कभी कभी बहुत जटिल हो जाता है जैसे कि कॉपीराइट और वितरण की समस्याएं क्योंकि अगर मैंने डिजिटल डेटा खरीदा है और कभी कभी यदि मैं डेटा का कुछ हिस्सा उपयोग कर रहा हूं और कुछ अलग बनाकर किसी और को दे रहा है तो इसमें कॉपीराइट का मुद्दा आ जाएगा पर अगर हम डिजिटल प्रारूप में प्रवेश करते हैं तो कॉपीराइट और अन्य कुछ चीजें पूरी तरह से जटिल हो जाती हैं इसलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा कि हम केवल उसी डेटा को प्रस्तुत ना करें जो हमें कुछ संगठनों के द्वारा उपलब्ध कराई गई है इसके बजाय हमें डेटा के विश्लेषण माध्यम से कुछ परिणाम उत्पन्न कर प्रस्तुत करना चाहिए जो अधिक सुरक्षित होगा और इस तरह के मुद्दे नहीं आएंगे इसका हमें ध्यान रखना होगा अन्यथा यह थोड़ा समस्या कारक हो सकता है ये जीआईएस की सीमाएं हैं जो आउटपुट डिवाइस पर निर्भर करती है हालांकि डिजिटल सब कुछ रूप में किया गया लेकिन हर समय यह डिजिटल प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है इसलिए इसे मुद्रित किया जाना चाहिए जीवित मानचित्र के प्रकार से कागज पर यह एक ठोस मानचित्र बन जाता है या अगर आप इसे डिजिटल रूप में देखना चाहते हैं तो यह केवल कंप्यूटर पर देखा जा सकता है हर बार निर्णय लेने वालों के लिए यह सब कुछ आपको ले जाना होगा क्योंकि वो आपके सेटअप में नहीं आ सकते और सब कुछ लाया नहीं जा सकता है तो अंततः आप जानकारी को कम करेंगे कुछ मैप आउटपुट तैयार करेंगे और उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जीआईएस की वास्तविक भावना और पूरे डेटासेट की पहुँच सीमित हो जाएगी यह इसकी एक और सीमा है क्योंकि यह विशुद्ध रूप से कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली है इसका मैंने पिछले व्याख्यान में पहले ही उल्लेख किया है कि त्रुटि का विस्तार बहुत गलत परिणाम ला सकता है आपको जागरूक होना होगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए जीआईएस की इस सीमा के बाद हम जीआईएस के नियमों पर आते हैं और ये नियम आप सामान्य रूप से प्राप्त नहीं पाते हैं लेकिन ये नियम जो हैं ये अनुभव के माध्यम से आ रहे हैं और जीआईएस में काम कर रहे हैं पहला नियम है डिजिटल डेटा का कोई भी पैमाना नहीं है यह बहुत नगण्य दिखता है और बहुत सीधा है तथा बहुत मजबूत कथन है कि डिजिटल डेटा का कोई पैमाना नहीं है लेकिन यह सच है चूंकि जब तक डेटा कंप्यूटर के अंदर या मानचित्र में होता है तब तक यह डिजिटल रूप में होता है और इसका कोई पैमाना नहीं है एक बार जब आप इसे प्रक्षेपित करते हैं या इसे मुद्रित करते हैं तब पैमाना स्थिर हो जाता है और हम ऐसा बोलते हैं कि डिजिटल डेटा का पैमाना नहीं है अब यहाँ रिज़ॉल्यूशन एक अलग चीज है मान लीजिए कि उपग्रह की छवि है जिसका रिजॉल्यूशन 10 मीटर का हो यदि यह मेरे जीआईएस डेटाबेस में मौजूद है तो इसका रिज़ॉल्यूशन वही रहेगा यह बदलने वाला नहीं है लेकिन एक बार जब मैं उसको मुद्रित कर लेता हूं तो पैमाना है निश्चित है और रिज़ॉल्यूशन तय हो गया है क्योंकि मैं एक ही उपग्रह की छवि को ए 4 या ए 0 आकार में मुद्रित कर सकता हूं तब पैमाना बदल जाएगा लेकिन जब तक यह इस प्रणाली में है तब तक यह नहीं बदलेगा यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि डिजिटल डेटा का कोई पैमाना नहीं है अब एक और बात है जो कभी कभी भ्रामक होती है वह है रंग रंगों का बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं है सिवाय इसके कि उनका उपयोग कुछ मानक योजना के लिए किया गया है जितना महत्व मान विशेषता मान जैसे कि रास्टर मामलों में या ऊँचाई का मान का है उतना रंगों का नहीं है यदि 200 मीटर की ऊँचाई है तो मैं इसे लाल रंग नियुक्त कर सकता हूँ या कोई इसे हरे से दिखा सकता है अगर मैं यह सोचना शुरू कर दूं कि लाल रंग 200 को मिलता है और फिर किसी ने इसे हरे रंग से दिखाया है तो मेरी अवधारणा बदल जाएगी रंगों के पास मूल रूप से कोई भी अर्थ नहीं है मूल रूप से वस्तु या विशेषता का कूट या मूल्य मायने रखता है तीसरा जिसकी हमने पहले ही चर्चा की है कि जीआईएस में हवा प्रवाहित होती है इसलिए त्रुटि की प्रक्रिया के हर चरण में जाँच की जानी चाहिए यह मानक है और हम इसको नियम बनाते हैं जीआईएस में प्रत्येक संचलन के बाद या जीआईएस प्रसंस्करण में यदि जाँच करने पर त्रुटियों को पाया गया हाई तो उन्हें तुरंत ठीक करें आपको अगले चरण के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि तब त्रुटि विस्तारित होना शुरू हो जाएगी और आप जीआईएस परिचालनों के प्रत्येक चरण के बाद त्रुटियों को सुधारना भूल जाएंगे एक और संबंधित बात यहाँ यह है कि वह है बहुत जटिल समीकरणों या यौगिक निर्देशों या वाक्यविन्यास के लिए जाने के बजाय जीआईएस विश्लेषण मेन आपको सरल चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जैसे एक की बजाय कई चरणों में इसे करके प्रत्येक चरण के बाद आप त्रुटियों के लिए जाँच कर सकते हैं और यदि यह सही पाया जाता है तो आप अगले चरण पर जा सकते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जिसकी हमने पहले के व्याख्यानों में चर्चा की हुई है वह है जीआईएस में शून्य एक मान है शून्य का मतलब ये नहीं हाई कि वहाँ कोई डेटा नहीं है पूरी तरह शून्य डेटा की कोई अवधारणा नहीं है यह भी एक मूल्य है और अगर यह डिजिटल एलिवेशन मोडेल है तो ये वास्तव में संभव नहीं है शून्य डेटा मूल्य एक डिजिटल एलिवेशन मोडेल के लिए 10000 मीटर हो सकती है पृथ्वी पर उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट है जिसका मान 8848 मीटर है तो यहाँ 10000 तो नहीं हो सकता है और यह मान हम कंप्यूटर को नियुक्त कर सकते हैं यह शून्य डेटा है एक बार जब डिजिटल एलिवेशन मोडेल में यह इस मूल्य को घोषित कर दिया जाता है तो 10000 शून्य डेटा मान है कंप्यूटर यह जानता है और इसलिए किसी भी गणना या विश्लेषण में यह इसे शून्य डेटा के रूप में मानेगा और यह इसको 10000 के संख्यात्मक मान के रूप में नहीं मानेगा इस शून्य डेटा अवधारणा को बहुत सावधानी से समझना होगा आप अपना स्वयं का शून्य डेटा मूल्य घोषित कर सकते हैं अन्यथा मानक जीआईएस सॉफ्टवेयर मानों की श्रेणी के आधार पर इसे स्वयं घोषित करेगा और ये शून्य डेटा वास्तविक मूल्य से बहुत दूर है अब कंप्यूटर इसको बहुत आसानी से पहचाना सकता है और यह शून्य डेटा है नाकि यह शून्य का मान है शून्य जीआईएस में एक मान है यह एक और नियम है यहाँ एक सीधी रेखा है जोकि डिजिटल नहीं होनी चाहिए यहाँ केवल निर्देशांक डिजिटल हैं और ये जुड़े हुए हैं क्योंकि अगर आप एक सीधी रेखा का अंकीयकरण शुरू करते हैं तो आप इसमें कुछ नोड्स को जोड़ेंगे और यह कभी भी एक सीधी रेखा नहीं होगी यदि यह एक सीधी रेखा है मान लीजिए कि आप एक स्थिर क्षेत्र की सीमा खींचना चाहते हैं तो मात्र 4 बिंदु बहुभुज के लिए पर्याप्त होंगे यदि आप इन्हें बीच में डिजिटाइज़ कर रहे हैं तो इससे त्रुटियां आएँगी और एक छठा है कभी भी रेखा बहुरेखा या बहुभुज को दो बार डिजिटाइज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई इंसान एक ही रेखा को दो बार समान रूप से डिजिटाइज़ नहीं कर सकता है ऐसा करने से यह बदल जाएगा और इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए टोपोलॉजी पर चर्चा करते हुए यह विषय भी आया क्योंकि दो बहुभुजों के बीच समान सीमा केवल एक बार डिजिटाइज़ होनी चाहिए यदि यह दो बार डिजिटाइज़ है तो इसका मतलब है यह इसमें आएगी एक रेखा को दो बार डिजिटाइज़ किया गया है और यदि इसे दो बार डिजिटाइज़ किया गया है तो होगा कुछ अंतराल होंगे और कुछ अतिव्यापन होंगे और इससे अनावश्यक कलाकृतियां या बहुभुज आ जाएँगे और ऐसा हमारा कभी भी इरादा नहीं था टोपोलॉजी के निर्माण से हम निश्चित रूप से इस तरह के परिदृश्य से बचेंगे लेकिन अगर आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं और आपने एक साथ टोपोलॉजी का निर्माण नहीं किया है तो फिर बाद में यह आपके विश्लेषण में एक बड़ी समस्या बन सकता है तो याद रखें कि कभी भी एक रेखा या एक बहुरेखा या बहुभुज को दो बार डिजिटाइज़ न करें और जीआईएस सॉफ्टवेयर में उपलब्ध आयात और निर्यात उपकरण पर पूरी तरह से निर्भर ना रहें हैं इसका मतलब है कन्वर्जेंट उपकरण या सेव ऐज़ उपकरण कभी कभी टी आई एफ एफ फ़ाइल जे पी ई जी के रूप सुरक्षित हो जाती है इससे आप गुणवत्ता के साथ साथ परिशुद्धता भी खो रहे हैं सभी उपकरण सभी कन्वर्जेंट उपकरण सभी आयात निर्यात उपकरण पूरी तरह से पारदर्शी नहीं हैं यदि आप डी एस एफ फ़ाइल को आकार फ़ाइल में रूपांतरित करें तो इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं आपके द्वारा किया गया एक बार रूपांतरण करने के बाद आपको त्रुटियों को जांचना चाहिए यदि त्रुटियाँ पायी जाती हैं तो इसे ठीक करें या उपकरण को बदलें ये रूपांतरण पूरी तरह से पारदर्शी नहीं हैं डेटा का एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में आयात निर्यात पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है एक बार डेटा कंप्यूटर में आ जाता है जो मूल रूप से किसी अलग प्रारूप में था तो अवश्य ही त्रुटियों की जाँच करें कि इसमें कुछ त्रुटियां आ गयी हैं या नहीं क्योंकि यह आपके निर्देशांक में कुछ समस्याएं ला सकता है और इसी के साथ हम जीआईएस के नियमों पर इस विशेष चर्चा के अंत में आ गए हैं अब इस व्याख्यान में तीसरा विषय यह है कि क्या यह शब्द भौगोलिक सूचना प्रणाली जो मूल रूप से रोजर टॉमलिंसन द्वारा दिया गया था क्या यह अभी भी सार्थक है या अभी भी प्रासंगिक है क्योंकि उस आविष्कार के बाद बहुत सारे नए नाम अभी भी आ रहे हैं हर कोई अपने स्वयं के लाभ या विभिन्न प्रयोजनों के लिए जीआईएस शब्द को संशोधित करने की कोशिश कर रहा है कुछ लोग जीआईएस लिखने के बजाय ऐसे लिख रहे हैं कंप्यूटर मैपिंग लैंड इनफार्मेशन सिस्टम जियो इन्फ़ोर्मेशन कंप्यूटर ग्राफिक्स स्पेशियल इन्फ़ोर्मेशन सिस्टम जियो इंजीनियरिंग ज्योमेटिक्स जियो स्पेशियल टोपोग्राफ़िकल सिस्टम ऐसे सभी तरह तरह के नाम आ रहे हैं लेकिन यह शब्द अभी भी अपने आप से पूर्ण है और यह अभी भी प्रासंगिक है इसलिए उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि कुछ रंगों के अलग अलग अर्थ है लेकिन ये समग्र शब्द भौगोलिक सूचना प्रणाली आज भी प्रासंगिक है ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें परिभाषा के अनुसार सभी उपकरण और सिद्धांत शामिल हैं इस तरह से भौगोलिक सूचना प्रणाली आज भी सार्थक है इसलिए अलग अलग शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है इससे उपयोगकर्ताओं के मन में कुछ भ्रम आ सकता है इसका एक स्पष्ट अर्थ है क्योंकि निर्मित शब्दों के बजाय वास्तविक शब्दों का उपयोग करता है और इसका अपेक्षाकृत लंबा इतिहास है और इस पर लाखों डॉलर खर्च किए गए हैं और इसको सफलतापूर्वक सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया है और जीआईएस को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं जैसे कि जीपीएस एक व्यक्ति रूसी तंत्र से डेटा का उपयोग कर सकता है जो जीएलओएनएएसएस है लेकिन फिर भी वो इसे जीपीएस ही कहेंगे इसी तरह जीआईएस अभी भी सार्थक है और प्रासंगिक है और कोई दूसरा शब्द वास्तव में मूल शब्द या जीआईएस की मूल अवधारणा को बदल नहीं सकता है आप जीआईएस का अपने प्रयोग के अनुसार डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर ऐसा करके लोगों ने नया नाम देना शुरू कर दिया यह एक भ्रामक जानकारी है लेकिन यह जीआईएस शब्द को प्रतिस्थापित नहीं कर रहा है अब यहाँ चौथा विषय या इस व्याख्यान का अंतिम या इस पूरे पाठ्यक्रम का अंतिम विषय है जीआईएस का भविष्य अब आगे क्या है आज की समझ के अनुसार क्या होने वाला है ये बहुत मुश्किल है जैसा कि यहां बताया गया है अगर मुझे वास्तव में पता होता कि इसका भविष्य क्या है लेकिन क्या तब तक मैं यहां रहूंगा मूल रूप से यह कोई नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होने जा रहा है लेकिन वर्तमान जो भी हो परिस्थितियां हैं डेटा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और अवधारणा की वर्तमान उपलब्धता से हम जीआईएस के भविष्य के बारे में कुछ सोच सकते हैं अगर हम थोड़ा अतीत में देखना शुरू कर दें तो हम पाएंगे कि मूल रूप से आजकल जीआईएस मुख्य रूप से डेटा के प्रबंधन के लिए उपयोग किया जा रहा है जो स्थानिक डेटा है और स्थानिक डेटा का विश्लेषण और जानकारी का इंटरनेट के माध्यम से या कोई अन्य माध्यम भी हो सकता है एक छोर से दूसरे तक संचार करने के लिए हो सकता है लेकिन जहां भविष्य में अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण स्थानांतरण होगा और यह कार्यान्वयन तकनीक द्वारा प्रभावित हो रहा है जैसे जैसे नई तकनीक आ रही हैं और इनका अन्य तकनीकों के साथ एकीकरण हो रहा है और इससे प्रौद्योगिकियां बहुत आसान हो रही हैं और इसलिए जीआईएस का प्रारूप भी बदल रहा है कुछ साल पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे फोन पर गूगल मानचित्र होगा और हम मार्गदर्शन प्रणाली के रूप में उसे गूगल मानचित्र का उपयोग करेंगे पहले बिलकुल अलग मार्ग दर्शन प्रणाली हुआ करती थी वो सभी अब गायब हो गए हैं और गूगल आ गया है उसे क्योंकि निरंतर अद्यतन किया है यह आसान है और यह लगभग सभी प्रकार के मोबाइल उपकरण पर काम करता है जैसे जैसे नई प्रौद्योगिकियां आ रही हैं चाहे वह संचार में हो या कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में यह जीआईएस में अपना प्रभाव या लाभ ला रहा है और नए उत्पाद नए अनुप्रयोग और जीआईएस का नया उपयोग होगा जो लोग गूगल मानचित्र का उपयोग कर रहे हैं शायद वो नहीं जानते कि वे जीआईएस के एक स्थानिक या कस्टम डिज़ाइन संस्करण का उपयोग कर रहे हैं लेकिन वे खुश हैं और वे इसे उपयोग कर रहे हैं प्रारंभ में बहुत समय डेटा रूपांतरण पर खर्च हो जाता था विशेष रूप से एनालॉग analog से डिजिटल में लेकिन अब डेटा के रूपांतरण कम हो रहे हैं इसका मतलब है कि अब डेटा के रूपांतरण में कम समय और कम संसाधन खर्च किया जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारा डेटा डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध है 20 साल पहले ऐसा परिदृश्य नहीं था इस अर्थ में यह एक उल्टा त्रिकोण है और उस समय यह 10 या 15 प्रतिशत विशेषता बंधन के रूप में था उस समय यहां काफ़ी समय ख़र्च होता था और यह लगभग ऐसा ही बना रहा फिर स्थानिक विश्लेषण के विश्लेषण में कम समय लगने लगा क्योंकि बहुत सारे संसाधनों और समय को स्थानिक डेटाबेस विकसित करने के लिए खर्च किया जा चुका है और वो भी डिजिटल प्रारूप में आजकल विभिन्न संगठनों से या इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारा डेटा उपलब्ध है और यह पूरी तरह से जीआईएस के लिए अनुकूल है जीआईएस के लिए अनुकूल का मतलब है यह जीआईएस सॉफ्टवेयर के मानक के अनुसार यदि आपको सदिश फ़ाइल मिलती है तो इसे सीधे आप जीआईएस सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं या यदि आपको रास्टर डेटा मिलता है तो इसे भी आप सीधे उपयोग कर सकते हैं इसलिए अभी या भविष्य में लोग सब कुछ विकसित करने के बजाय स्थानिक विश्लेषण पर अधिक समय खर्च करेंगे और अतीत में डेटा विश्लेषण में बहुत कम ऊर्जा और समय खर्च किया गया है तो इसका यही भविष्य है मूल रूप से डेटा के विकास से रूपांतरण और अब विश्लेषण करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसके अलावा अतीत में विवरणों पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था और अब यह सिमुलेशन मॉडलिंग की ओर जा रहा है अगर मैं अंत में जीआईएस की परिभाषा को याद करता हूं तो इसका अंतिम उद्देश्य मॉडल और एक आउटपुट है तो यह मॉडलिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आप ऐसी चीज की भविष्यवाणी कर सकते हैं जो अभी तक नहीं हुई है और उसके अनुसार उपचारात्मक उपाय या तैयारी की जा सकती है हो सकता है कि यह बाढ़ या भूकम्प या फिर सूखे से संबंधित हो तो यह जीआईएस के होने का फायदा है और फिर इसके बाद मॉडलिंग की जा सकती है एक बार डेटाबेस तैयार हो जाने के बाद जोकि अब हो रहा है बहुत सारा डेटा डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध हो रहा है विवरण भाग से अब हम सिमुलेशन और मॉडलिंग की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे ही चीजें बदल रही हैं और सिमुलेशन और आभासी वास्तविकता वास्तविक समय प्रदर्शन यही इसका यही भविष्य है जिसे हम देख रहे हैं जंगल की आग की तरह मैं आपको यह उदाहरण देना चाहूँगा या स्वतंत्र यातायात प्रवाह और इस तरह की अन्य जानकारियाँ उपलब्ध हैं जंगल की आग फिर मोडिस जैसे उपग्रह हैं जो लगभग हर दिन डेटा प्राप्त कर रहे हैं और टैंडेम में जिसमें एक मोडिस है इसमें दो उपग्रहों हैं टेरा और एक्वा ये उपग्रह दिन रात डेटा प्राप्त कर रहे हैं अगर कोई जंगल की आग पर काम कर रहा है हर 12 घंटे में डेटा प्राप्त कर रहा है और छवियों को अभिग्रहण कर रहा है और इनमे ऊष्मीय मार्ग और अन्वनुलोकित्र होते हैं तो इसमें एक स्वचालित एलगोरिथम और खोजीय एलगोरिथम लगाने से आप आग का पता लगा सकते हैं साथ में कुछ मानवीय हस्तक्षेपों से दिन या रात के समय के आंकड़ों से भी एक समस्या का पता लगाया जा सकता है यह पुष्टि करेगा कि यह लक्षण वास्तव में एक आग है और हम इसे जंगल की आग कैसे कह सकते हैं क्योंकि जीआईएस में हमारे पास देश या क्षेत्र का वन क्षेत्र मानचित्र हो सकता है इसलिए अगर एक गर्म क्षेत्र से जिसमें धुआँ भी आ रहा है हम आश्वस्त हो जाते हैं कि यह जंगल की आग है तो जीआईएस उस दिशा में जा रहा है वास्तविक समय में या वास्तविक समय के काफ़ी पास गूगल मानचित्र में आवागमन की जानकारी आ रही है यह भी लगभग वास्तविक समय के पास है यह किस तरह होगा यह कैसे आ रहा है हम बहुत बाद में देखेंगे असल में इसे मोबाइलों के घनत्व के माध्यम से किया जा रहा है जो मोबाइल वहां सड़क पर हैं अगर मोबाइल सड़क पर गतिमान नहीं है या धीरे धीरे चल रहा है तब यह माना जाता है कि यातायात धीमा है और इसलिए गूगल मानचित्र में आप इस सड़क तंत्र को विभिन्न रंगों में देखते हैं आपको सड़क पर कुछ भाग पर लाल रंग दिखेगा इसका मतलब है उस स्थान पर आवागमन बिल्कुल भी नहीं है अगर यह नारंगी रंग का है इसका मतलब है यह थोड़ा धीरे आगे बढ़ रहा है इसी तरह के और भी अनुप्रयोग आ रहे हैं जो मोबाइल घनत्व या आबादी घनत्व का उपयोग कर रहे हैं और वे मोबाइल फोन डेटा में इसे डाल रहे हैं और मोबाइल फ़ोन को चिन्हित कर ऐसे चीजें हो रही हैं कुछ समय के लिए यह परिदृश्य था जो बहुत हद आगे तक पहुंच चुका है इस उदाहरण में रात के 1015 बजे इसका मतलब है लोग इस समय के दौरान कहीं और थे और उस समय अब वे एक जगह इकट्ठे हो गए हैं मोबाइल घनत्व के माध्यम से कोई अनुमान लगा सकता है कि यहाँ किस प्रकार का जनसंख्या घनत्व हो रहा है वाहनों का घनत्व से या शायद मानव जनसंख्या घनत्व से लेकिन यह इनपुट मोबाइल डेटा से आ रहा है यह वास्तविक समय के काफ़ी निकट है इस समय ऐसा वास्तव में हो रहा है यह जीआईएस से सभी आउटपुट है और बहुत सारे अनुप्रयोग आ रहे हैं जैसे वास्तविक समय में यातायात जानकारी देना जैसा मैंने गूगल मानचित्र का उदाहरण दिया या परिवहन नियोजन टैक्सी की वर्तमान स्तिथि किराना दुकान की स्तिथि और वास्तव में प्राकृतिक आपदाओं के अनुमान में भी जैसे भूकंप में या बाढ़ में जो अचानक होता है खासकर भूकंप की घटना और वहाँ एक बार ऐसी घटना घटती है तो लोग सबसे पहली चीज़ मानचित्र की खोज से शुरू करते हैं या और उपग्रह मानचित्र से वे भूकंप की घटना के तुरंत बाद करना चाहते हैं ताकि जिन मकानों को नुकसान पहुंचा है जिन लोगों को जरूरत हो उन तक बहुत आसानी से पहुंच जा सके इसका आंकलन कैसे करें क्योंकि ऐसी एक घटना घटती है और उस स्थान तक पहुँचना बहुत जटिल हो जाता है वे सभी तंत्र जैसे मोबाइल विद्युत ग्रिड और अन्य चीजें विफल हो जाती हैं इसलिए उस समय लोग तुरंत मानचित्र या जीआईएस का सहारा लेते हैं या किसी जीआईएस उत्पाद का जैसे उपग्रह चित्रों का निकट वास्तविक समय की जानकारी के लिए इस समय यह बहुत आवश्यक है द्वीम से अब ध्यान त्री आयामी में जा है या यहां तक कि चतुर्विमा का समय भी आ रहा है गूगल मानचित्र इस तरह त्री आयामी ला रहा है जिसमें समय तीसरा घटक है और यहां तक कि कुछ लोग दबाव बनावट तापमान ध्वनि गंध सभी को आपके सिमुलेशन और मॉडलिंग में लाकर इसे पाँच आयामी छः आयामी या सात आयामी तक करने के बारे में भी सोच रहे हैं यह आज की समझ के अनुसार प्रौद्योगिकी के बारे में और शायद यही भविष्य की आवश्यकता है यह आने वाले जीआईएस का भविष्य है जैसा शुरुआत में बताया गया था कि भविष्य का अनुमान लगाना बहुत कठिन है लेकिन इस समय ऐसा सोचा जा सकता है अतीत में जीआईएस को लागू किया गया था और अब यह जीआईएस के लिए एक और भविष्य है जीआईएस मुख्य रूप से पृथ्वी पर केंद्रित था लेकिन अब हम अन्य ग्रहों की ओर बढ़ रहे हैं जैसे मंगल चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है बृहस्पति और अन्य ग्रह तो मुझे आशा है कि आपने जीआईएस के सिद्धांतों पर इस पाठ्यक्रम का आनंद लिया होगा